इसलिए क्रिटिकल सेक्षन प्राब्लम जो अक्सर सीएसपी के रूप में जानी जाती है तो जिन्हें अक्सर सीएसपी के रूप में जाना जाता है तो यह सीएसपी वास्तव में एक सिस्टम में बहुत आम है और अगर मुझे एन प्रक्रियाएँ मिली हैं तो यह n प्रक्रियाएँ P 0 P 1 से P n माइनस 1 तक प्रत्येक प्रक्रिया में क्रिटिकल सेक्षन कोड शामिल है तो क्रिटिकल सेक्षन क्या है तो क्रिटिकल सेक्षन में प्रक्रिया कॉमन वेरियबल्स को बदल सकती है अपडेटिंग टेबल राइटिंग फाइल वगैरह इसलिए जब भी कोई प्रक्रिया कुछ शेर्ड रीसोर्स एक्सेस करती है तो यह एक क्रिटिकल सेक्षन बन जाता है तो आम तौर पर अगर मैंने प्रोग्राम का एक टुकड़ा लिखा है तो जाहिर है यह भी लगता है कि क्वॅडरेटिक ईक्वेशन को हल करने और इसकी रूट्स प्राप्त करने का एक अच्छा पुराना उदाहरण है इस प्रकार इसे क्रिटिकल सेक्षन भी मिल गया है क्योंकि यह कुछ समय में ए बी और सी के मूल्यों को इनपुट करने की कोशिश कर रहा है जो एक अलग फाइल या अलग इनपुट डिवाइस में प्रस्तुत हैं और उस इनपुट डिवाइस या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा भी विशेष फ़ाइल का उपयोग किया जा सकता है और अब उदाहरण के लिए मैंने कीबोर्ड से कुछ इनपुट दिए हैं अब तीन प्रक्रियाएं हैं जो कीबोर्ड से इनपुट प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं अब यदि ऐसा है तो ये तीन प्रक्रियाएँ वास्तव में कीबोर्ड से इनपुट प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के बीच रेसिंग कर रही हैं अब किस प्रक्रिया को की का मूल्य मिलना चाहिए इसलिए यह हल करने के लिए एक मुद्दा है तो यह मूल रूप क्रिटिकल सेक्षन कोड है जहां एक प्रक्रिया इनपुट को पढ़ने की कोशिश कर रही है इसी तरह कुछ समय के बाद यह प्रक्रिया कुछ प्रिंट ऑपरेशन या कुछ आउटपुट ऑपरेशन कर रही होगी और फिर यह स्क्रीन या प्रिंटर या कुछ फ़ाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रही है वहाँ भी हमें रेस कंडीशन मिली है क्योंकि कई प्रक्रियाएँ वे आउटपुट डिवाइस को संशोधित करने या फ़ाइल को संशोधित करने का प्रयास कर सकते हैं इसलिए क्रिटिकल सेक्षन हालांकि स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि यह केवल बहुत ही कॉंप्लेक्स सिस्टम प्रोग्रॅम्स के लिए उप्युक है लेकिन ऐसा नहीं है सबसे सरल कार्यक्रम में भी क्रिटिकल सेक्षन होगा तो क्रिटिकल सेक्षन का मतलब कोड का एक हिस्सा है जहां यह शेर्ड रीसोर्स का उपयोग हो रहा है इसलिए इस विशेष प्रोग्राम में इसने ए बी और सीa b and c के मूल्यों को पढ़ा है बाद में तो यह रूट गणना में जा रहा है इसलिए यदि कोड के इस भाग में यदि हम मान लेते हैं कि यह कोई फ़ाइल एक्सेस या इनपुट आउटपुट डिवाइस एक्सेस एक्सेस नहीं करने जा रहा है तो फिर मैं कह सकता हूं कि कोड का यह हिस्सा क्रिटिकल नहीं है लेकिन यह हिस्सा क्रिटिकल है इसलिए सामान्य तौर पर मैं कह सकता हूं कि यदि यह किसी प्रक्रिया के टोटल एक्सेक्यूशन का एक टुकड़ा है तो हमारे पास इसके कुछ हिस्से हो सकते हैं जो क्रिटिकल हैं तो यह एक क्रिटिकल सेक्षन हो सकता है क्रिटिकल सेक्षन की पहचान करना बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि आप हमेशा उस कोड का हिस्सा पता लगा सकते हैं जहां वह कुछ शेर्ड रिसोर्सस का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है और जब भी वह ऐसा करने की कोशिश कर रहा है तो यह एक क्रिटिकल सेक्षन है इसलिए जब भी कोई प्रक्रिया कुछ कामन वेरियबल को बदल रही होती है और टेबल अपडेट कर रही है जिसे कई प्रक्रियाओं में शेयर किया जाता है या यह किसी फ़ाइल पर लिख रहा होता है तो यह एक क्रिटिकल सेक्षन हो सकता है मुझे आवश्यकता है कि जब एक प्रक्रिया क्रिटिकल सेक्षन में हो तो कोई अन्य प्रक्रिया उसके क्रिटिकल सेक्षन में नहीं होनी चाहिए इसलिए विवाद तब होता है जब मुझे दो अलग अलग कार्यक्रम मिलते हैं इसलिए वे एक ही फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर दोनों प्रिंटर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए अगर मुझे दो प्रक्रियाएं मिली हैं तो एक प्रक्रिया इस तरह है तो इसके कोड के इस भाग में एक क्रिटिकल सेक्षन है और दूसरी प्रक्रिया के लिए प्रक्रिया 2 तो मान लें कि हमें कोड का यह हिस्सा क्रिटिकल सेक्षन के रूप में मिला है अब जब कोड के इस भाग में प्रक्रिया 1 एक्सेक्यूट हो रही है तो प्रक्रिया 2 को इसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तो हम यह कैसे करते हैं और यह क्यों आवश्यक है यह तब हो सकता है जब प्रक्रिया 1 एक्सेक्यूट हो रही है तो शेर्ड सिस्टम में शायद यह कुछ अवधि के लिए एक्सेक्यूट किया गया है और फिर जब यह क्रिटिकल सेक्षन को एक्सेक्यूट कर रहा था इसलिए यह डीशेड्यूल हो गया और फिर प्रक्रिया 2 आई इसलिए इस पॉइंट से प्रक्रिया शुरू हुई तो इस पॉइंट से परे अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तो इस पॉइंट पर कुछ जांच होनी चाहिए जिसके द्वारा सिस्टम इस प्रक्रिया को क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश करने से रोक देगा इसलिए क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश करने से पहले प्रक्रिया 2 को जांच करनी चाहिए कि क्या मुझे क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश करने की अनुमति है और यदि यह अनुमति है और तब वह क्रिटिकल सेक्षन मे प्रवेश कर सकता हैं इसी तरह इस पॉइंट पर भी P 1 द्वारा एक ही चेक किया गया था लेकिन उस समय P 2 अपने क्रिटिकल सेक्षन में नहीं था इसलिए इसको अनुमति दी गई थी कि हो सकता है कि उसने एक फ्लैग उठाया हो और फ्लैग उठाने के बाद इसलिए जब यह ऑपरेशन समाप्त हो गया तब यह यहाँ आता है तब यह बताता है कि अब मैं सेक्षन से बाहर हो गया हूँ तो यह हो सकता है इस सिग्नल को उपलब्ध कराया जा सकता है और फिर इस P 2 को अब क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है तो यह कुछ ऐसा है मान लीजिए कि एक कमरा है जहां बैंक में एक तिजोरी है इसलिए तिजोरी में हम चाहते हैं कि एक पॉइंट पर एक समय में केवल एक व्यक्ति को तिजोरी में प्रवेश करना चाहिए तो अगर हम ऐसा सोचते हैं तो क्या होता है तो शायद पहले व्यक्ति को पता चलता है कि कोई भी तिजोरी में नहीं है इसलिए तिजोरी में प्रवेश करता है अब तिजोरी में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति को तुरंत इसे बंद कर देना चाहिए क्योंकि कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश करने में सक्षम नहीं होना चाहिए अब यदि व्यक्ति थोड़ा धीमा है तो क्या होगा कि किसी अन्य प्रक्रिया कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा और दरवाजा खुला पाया जाएगा और वह व्यक्ति भी प्रवेश करेगा अब यह सिंक्रनाइज़ेशन का सवाल है जैसे ही व्यक्ति प्रवेश करता है दरवाजे को स्वचालित रूप से लॉक होना चाहिए तो इसी तरह प्रक्रियाओं के संदर्भ में आप यह समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जब कोई प्रक्रिया क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश कर रही है तो यह प्रविष्टि जाँच करती है और यदि जाँच की अनुमति है तो इस जाँच के बाद ही उस प्रविष्टि को रोका जा रहा है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह एक एटॉमिक फैशन में किया जाना है इसलिए अगर मैं यह कहता हूं कि पहले मैं जांच करता हूं कि मैं प्रवेश कर सकता हूं या नहीं और फिर उसके बाद मैं दरवाजा बंद करता हूं तो इसलिए यदि वे कंप्यूटर में अलग अलग निर्देशों के द्वारा किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया बीच में डीशेड्यूल हो सकती है इसलिए दरवाजा बंद करने से पहले शायद प्रक्रिया डीशेड्यूल हो जाती है इसलिए एक और प्रक्रिया आती है यह जांच करती है और यह दरवाजा खुला पाया जाता है और क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश करती है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हालांकि यह स्पष्ट है कि जब क्रिटिकल सेक्षन में एक प्रक्रिया हो तो दूसरी नहीं होनी चाहिए लेकिन यह सुनिश्चित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह जांच और अनुमति एक एटॉमिक फैशन में होनी चाहिए इसलिए यदि आप उस कोड के टुकड़े को देखते हैं जो हमारे पास है तो इस महत्वपूर्ण समस्या को हल करने के लिए क्रिटिकल सेक्षन प्राब्लम प्रत्येक प्रक्रिया को क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश करने की अनुमति मांगनी चाहिए तो अगर कोड में इसलिए यदि यह कोड का वह भाग है जो क्रिटिकल सेक्षन है तो उससे पहले एक भाग होना चाहिए जिसे एंट्री सेक्षन के रूप में जाना जाता है तो अगर यह टोटल प्रोसेस एक्सेक्यूशन है जो हमारे पास है तो क्रिटिकल सेक्षन से पहले है तो एक एंट्री सेक्षन है जो प्रक्रिया जांचती है कि मुझे क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश करने की अनुमति है या नहीं इसलिए शायद यह कुछ फ्लैग लेगा और सभी उसके आधार पर यह निर्णय लेगा कि क्या इसे क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश करने की अनुमति है या नहीं तो क्रिटिकल सेक्षन है इसलिए एंट्री सेक्षन के बाद यह क्रिटिकल सेक्षन एक्सेक्यूट होता है और एक बार जब यह एक्सेक्यूशन समाप्त हो जाता है तो यह क्रिटिकल सेक्षन से बाहर आता है और दूसरे सेक्षन में आता है जिसे हम एग्ज़िट सेक्षन कहते हैं तो एग्ज़िट सेक्षन में इसलिए यह कुछ गतिविधियां करेगा ताकि कुछ अन्य प्रक्रिया जो क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है को बताया जा सकता है कि आप अभी प्रवेश कर सकते हैं तो इस तरह से हमें यह चीज मिल गई है और इसके बाद क्रिटिकल सेक्षन से बाहर आने के बाद प्रक्रिया काफी समय तक चलती रह सकती है तो यह हिस्सा रिमेंडर सेक्षन है इसलिए एक प्रक्रिया शुरू में कुछ कार्य कर रही होती हैं उसके बाद जब यह क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं तो यह एक एंट्री सेक्षन में जाता है जहां यह कुछ फ्लैग आदि के लिए जांच करता है फिर यह क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश करता है और फिर क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आता है वी के माध्यम से एक्जिट सेक्शन में जाता है जिसमें यह उन फ्लैग को रीसेट करता है और उसके बाद यह रिमेंडर सेक्षन में जाता है तो यह प्रवाह है जो हमारे पास क्रिटिकल सेक्षन की समस्या है इसलिए हम देखेंगे कि यह अलग अलग वर्गों को कंप्यूटर सिस्टम में कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है तो यह क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश करने की प्रक्रिया की सामान्य संरचना है इसलिए हम उद्देश्यपूर्ण रूप से इसे इन्फिनिट लूप डू वाइल लूप में डालते है यह बताता है कि एक प्रक्रिया कई बार क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश कर सकती है तो यह है लेकिन हर बार जब यह क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश करती है उससे पहले यह एंटेरी सेक्षन में होती है जहां यह जांचती है कि क्या इसे क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश करने की अनुमति है या नहीं तो इसमें प्रवेश करती है और फिर रिमेंडर सेक्षन में प्रवेश करती है और सबसे सामान्य मामले में एक प्रक्रिया एक इन्फिनिट लूप में चल रही है साथ ही क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश किया है इसलिए हमें क्रिटिकल सेक्षन समस्या को हल करने के लिए इस सामान्य संरचना की प्रक्रियाओं पर विचार करना होगा अब हार्डवेयर आधारित समाधान जो हमारे पास हो सकते हैं एंटेरी सेक्षन में हम एक डिसेबल इंटरप्ट करते हैं और एग्ज़िट सेक्षन हम एक एनेबल इंटरप्ट करते हैं तो हम जो कहते हैं वह ऐसा है कि अगर यह क्रिटिकल सेक्षन है अब यदि हम प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हैं तो पहली प्रक्रिया क्रिटिकल सेक्षन में होने पर किसी अन्य प्रक्रिया को क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश करने की अनुमति क्यों दी जा सकती है और जो उत्तर आता है वह यह है कि इंटरप्ट के कारण है क्योंकि जब इस प्रक्रिया को एक्सेक्यूट किया जा रहा है तो शायद टाइमर इंटरप्ट आया और प्रक्रिया का समय समाप्त हो गया है तो टाइमर इंटराप्ट्स आते है और फिर यह प्रक्रिया डीशेड्यूल हो जाती है और एक अन्य प्रक्रिया जिसे क्रिटिकल सेक्षन मिल गया है वह शेड्यूल हो जाता है तो इस तरह यह क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश कर सकता है या हो सकता है कि कुछ I O घटना घटित हुई हो और फिर प्रक्रिया इंट्रप्ट हुई हो या कुछ हाइयर प्राइयारिटी प्रक्रियाएं आईं हो इसीलिए यदि इसके एक्सेक्यूशन में इंट्रप्ट आता है और इसे एक्सेक्यूशन से बाहर कर दिया जाता है अब इन सभी चीजों को रोकने के लिए हमारे पास जो मूल दर्शन है वह यह है कि हम सभी इंटराप्ट्स को डिसेबल कर देते हैं ताकि हमारे पास कुछ डिसेबल इंट्रप्ट अनुदेश हो सके इसलिए अधिकांश प्रॉसेसर्स में हमे डिसेबल्ड इंट्रप्ट की सुविधा है इसलिए यह डिसेबल्ड है और क्रिटिकल सेक्षन समाप्त होने के बाद हम इंटरप्ट को एनेबल करते हैं तो क्या होता है कि बीच में इंट्रप्ट डिसेबल्ड होता हैं इसलिए कोई अन्य कोई इंटराप्ट्स नहीं आ सकता है इसलिए प्रक्रिया को डिसेबल्ड नहीं किया जा सकता है इसलिए प्रक्रिया को CPU से वापस नहीं लिया जा सकता है यह एंट्री सेक्शन इंट्रप्ट को डिसेबल करती हैं और एग्जिट सेक्शन इनेबल इंट्रप्ट इंस्ट्रक्शन है और इसे ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही किया जाना चाहिए क्यों क्योंकि यदि इसे यूज़र प्रोग्राम पर छोड़ दिया जाता है तो हो सकता है कि कुछ यूज़र ने यह डिसेबल इंट्रप्ट किया हो लेकिन यह एनेबल करना भूल गये हो तो यह कोड के मुख्य टुकड़े में नहीं है इसलिए स्वाभाविक रूप से सिस्टम में सभी इंटराप्ट्स डिसेबल्ड रहेंगे और सिस्टम किसी भी गतिविधि का जवाब नहीं दे पाएगा केवल रीसेट लाइन के माध्यम से नॉन मास्केबल इंट्रप्ट से यह समस्या दूर की जा सकती है और इससे पूरे सिस्टम को रीसेट मिल जाएगा तो इसीलिए यह डिसेबलिंग और एनेबलिंग इंटराप्ट्स करने वाला कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाना चाहिए और इंडिविजुयल यूज़र प्रोग्रॅम्स पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए यूनीप्रोसेसर सिस्टम जैसे कार्यान्वयन मुद्दे वर्तमान में चल रहे कोड प्रियेंप्षन के बिना एक्सेक्यूट होंगे लेकिन मल्टीप्रोसेसर सिस्टम के लिए यह आमतौर पर मल्टीप्रोसेसर पर भी अक्षम होता है क्योंकि यूनिप्रोसेसर सिस्टम में या तो प्रोसेसर DI निर्देश को एक्सेक्यूट करता है या इंट्रप्ट इन्स्ट्रक्षन को डिसेबल करता है इसलिए इंटरप्ट को डिसेबल किया गया है लेकिन अगर मल्टिपल प्रॉसेसर्स हैं और मान लें कि मुझे तीन प्रोसेसर मिल गए हैं और ये प्रोसेसर एक डिसेबल इंट्रप्ट को एक्सेक्यूट करता है लेकिन यह अनिवार्य नहीं है कि जिन दो प्रक्रियाओं में हमारे पास P 1 और P 2 हैं और उनमे कामन क्रिटिकल सेक्षन शामिल हैं तो P 1 इस प्रोसेसर पर हो सकता है और पी 2 इस प्रोसेसर पर हो सकता है इसलिए पहले प्रोसेसर के इंटराप्ट्स को डिसेबल करने से उद्देश्य हल नहीं होता है क्योंकि P 2 एक अलग प्रोसेसर पर हैताकि इंटराप्ट्स डिसेबल ना हो तो स्वाभाविक रूप से P 2 दूसरे प्रोसेसर पर चल सकता है तो यह मल्टीप्रोसेसर सिस्टम के लिए अक्षम है तो मल्टीप्रोसेसर सिस्टम यदि P 1 पहले प्रोसेसर के लिए जिसे आप डिसएबल इंटरप्ट करना चाहते हैं तो उस जानकारी को दूसरे प्रोसेसर्स में जाना होगा और साथ ही कुछ मैसेज पासिंग भी होनी चाहिए जिससे यह उन सभी प्रोसेसर्स पर प्रसारित हो सकेगा जो सिस्टम में है तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रसारण कर रहा होगा कि यह सब डिसेबल्ड हो रहा है सभी इंटराप्ट्स डिसेबल्ड हैं इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए तो मल्टीप्रोसेसर सिस्टम में यह मुश्किल हो जाता है तो क्या यह स्वीकार्य समाधान है इसलिए यह अव्यावहारिक है यदि क्रिटिकल सिग्नल सेक्षन कोड एक्सेक्यूट करने में लंबा समय ले रहा है तो यह एक और मुद्दा है क्योंकि अंततः यह क्रिटिकल सेक्षन कुछ यूज़र द्वारा लिखा गया है और यदि यूज़र बहुत अधिक सावधान नहीं है तो यह हो सकता है कि क्रिटिकल सेक्षन कोड बहुत बड़ा हो सकता है इसलिए एक यूज़र यह पा सकता है कि उस प्रोग्राम में कई स्थानों पर इस प्रिंट ऑपरेशन को करने की कोशिश किया गया हैं तो फिर यहाँ कहीं और फिर कहीं पर बाद में इसलिए यूज़र क्या कर सकता है कि वह इस पूरी चीज को एक क्रिटिकल सेक्षन के रूप में डाल सकता है परिणामस्वरूप इस पॉइंट पर इंट्रप्ट डिसेबल्ड हो जाती है और यह इस पॉइंट पर एनेबल्ड होता है और बीच में एक लंबी अवधि के लिए इंट्रप्ट डिसेबल्ड रहती है हालाँकि इसे और अधिक विस्तृत फैशन में देखने से आप समझ सकते हैं कि वास्तव में यह क्रिटिकल सेक्षन है अन्य नहीं लेकिन चूंकि यह I और DI करना यूज़र प्रोग्राम पर निर्भर है इसलिए क्रिटिकल सेक्षन को घोषित करने के लिए यह मुश्किल हो जाता है इसलिए यूज़र ने लंबे कोड को क्रिटिकल सेक्षन के रूप में सीमांकित किया होगा और कभी कभी यह आवश्यक हो सकता है कि लंबा कोड वास्तव में क्रिटिकल सेक्षन बनाता है लेकिन अधिकांश स्थितियों के लिए ऐसा नहीं है तो इस पर ध्यान दिया जा सकता है लेकिन यदि क्रिटिकल सेक्षन बहुत बड़ा है तो यह अव्यावहारिक हो जाता है इसलिए हमें एनेबल डिसेबल इंट्रप्ट जैसे चीज़ो पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए लेकिन यह हमेशा बहुत कुशल नहीं होता है तो अब कुछ अन्य समाधान सॉफ्टवेयर समाधान देखेंगे पहला सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जो हम देखेंगे वह टर्न वेरिएबल के माध्यम से होता है तो हम मानते हैं कि यह टर्न वेरिएबल है तो यह टर्न वेरिएबल यह संकेत देता है कि आगे कौन सी प्रक्रिया है तो क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि यह प्रक्रिया इस तरह कोडेड है तो यह जाँच करता है की while jturn है या नहीं तो यह क्रिटिकल सेक्षन है मान लीजिए कि मुझे उदाहरण के लिए दो प्रक्रियाएँ मिली हैं तो मान लीजिए कि मुझे दो प्रक्रियाएँ P i और P j मिल गई हैं और यह P i प्रक्रिया क्या जाँच रही है यह जाँच रही है कि टर्न j के बराबर है या नहीं यदि टर्न j के बराबर है तो यह जानता है कि अब P j की एक्सेक्यूट करने की बारी आती है तो P i इनायत से इस लूप में इंतजार करता है तो यह इस लूप में इंतजार कर रहा है इसलिए कुछ समय बाद P j एक्सेक्यूट हो जाएगा और इसका अंत हो जाएगा तो यह P j टर्न का मुल्य i बराबर हो जाएगी और उस समय जब टर्न i के बराबर हो जाएगी तो यह जाँच उस पॉइंट पर विफल हो जाएगी तो यह पता चलेगा कि टर्न उस स्थिति में j के बराबर नहीं है यह इस मामले में एंट्री सेक्शन के माध्यम से क्रिटिकल सेक्शन में आएगा तो यह इसे एक्सेक्यूट करेगा और फिर टर्न j के बराबर हो जाएगा तो यह टर्न j के बराबर सेट है इसलिए अब दूसरी प्रक्रिया की बारी है तो शुरू में अगर मुझे लगता है कि टर्न वैल्यू i बराबर है तो क्या होता है यह जांच विफल हो जाती है तो यह क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश करती है और अब यह बताती है कि अगला टर्न j का है तो यह क्या हो रहा है कि एक बार P i एक्सेक्यूट हो जाता है फिर P j एक्सेक्यूट होता है इस P i का एक और लूप एक्सेक्यूट होता है फिर दूसरा P j एक्सेक्यूट होता है इसलिए इस तरह से मेरे पास एक समाधान हो सकता है और चूंकि किसी भी समय टर्न या तो i या j के बराबर हो सकता है और इसमें दोनों मान एक साथ नहीं हो सकते इसलिए एक समय में केवल एक प्रक्रिया क्रिटिकल सेक्षन में होगी क्योंकि टर्न i के बराबर है तो P i क्रिटिकल सेक्षन में होगा यदि j के बराबर है तो P j क्रिटिकल सेक्षन में है और वाइस वर्सा यदि P i क्रिटिकल सेक्षन में है तो टर्न मान i बराबर होना चाहिए और यदि P j क्रिटिकल सेक्षन में है तो टर्न मान j के बराबर होना चाहिए इसलिए यह एल्गोरिथ्म सही है इसलिए यह सुनिश्चित करता है कि दो प्रक्रियाएं उनके क्रिटिकल सेक्षन में एक साथ नहीं हो सकती हैं और वे एक साथ उनके क्रिटिकल सेक्षन में नहीं हैं लेकिन इसके परिणामस्वरूप कुछ प्रकार की बिज़ी वेटिंग होती है इसलिए इस पॉइंट पर बिज़ी वेटिंग हैं तो टर्न j के बराबर है तो P i का यहाँ लूपिंग हो रहा है तो क्या होता है की P i यहाँ लूपिंग कर रहा हैं तो शायद वर्तमान में P j एक्सेक्यूट हो रहा है और P j अभी CPU पर एक्सेक्यूट हो रहा है तो इसे 1 सेकंड का समय टुकड़ा दिया जाता है तो यह 1 सेकंड के लिए एक्सेक्यूट करता है और यह क्रिटिकल सेक्षन में था तो यह 1 सेकंड में इधर तक आगे बढ़ गया है और फिर यह डिशेडुल हो गया फिर P i शेड्यूल हो जाता हैं तो P i सीपीयू में आता है लेकिन यह केवल 1 सेकंड के लिए वाइल लूप एक्सेक्यूट करता है तो यह जाँच पर जाता है और अनावश्यक रूप से सीपीयू के 1 सेकंड का समय बर्बाद करता है उसके बाद P i डिजिटल होगा और P j फिर से वापस आएगा तो P j इस पॉइंट से शुरू होगा फिर से 1 सेकंड के लिए एक्सेक्यूट करेगा और फिर से इस पॉइंट पर इसे डिशेडुल कर दिया जाएगा तो फिर से Pi आ जाएगा तो P i फिर से 1 सेकंड के लिए इस लूप पर इंतजार करना शुरू कर देगा 1 सेकंड के लिए यह लूप अनावश्यक रूप से एक्सेक्यूट किया जाएगा और उसके बाद P i से डिशेडुल हो जाएगा और फिर से P j आएगा और मान लीजिए कि यह समय इस चीज़ को पूरा करता है और फिर टर्न i बराबर हो जाएगा तो अगली बार P i शेड्यूल हो जाएगा तो यह वाइल लूप से हुए क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश करेगा इसलिए यह किसी प्रकार की बिज़ी वेटिंग है तो यह P i प्रतीक्षा कर रहा है लेकिन यह एक बिज़ी लूप में प्रतीक्षा कर रहा है यह CPU को टर्न वेरियबल के मान की जांच करने में व्यस्त रखता है तो यह इस विशेष एल्गोरिथ्म के साथ एक समस्या है एक और समस्या गंभीर है जो यह कहती है कि टर्न j P i के बराबर हैं और क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश करना चाहता हैं और P j क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश नहीं करना चाहता है तो ऐसा हो सकता है कि हमने इस तरह का एक कोड बनाया है इसलिए शुरू में ग्लोबली हमने j टर्न के बराबर कर दिया है इसे बेतरतीन ढंग से i या j मान के बराबर बनाया जा सकता है किसी ने यह प्रोग्राम लिखा है और इस तरह के फैशन में की टर्न j के बराबर हो अब प्रक्रिया वाले कोड प्रक्रिया P i कोड इस तरह है और प्रक्रिया P j कोड कुछ इस तरह है इसलिए यह प्रक्रिया P j को करने के लिए बहुत सारी प्रारंभिक चीजें मिली हैं और फिर यहां मुझे P j के लिए क्रिटिकल सेक्षन मिला है अब P i चाहता है इसलिए जैसे ही P i आरंभ होता है वह इस कोड को एक्सेक्यूट करना शुरू कर देता है लेकिन यह पाता है कि टर्न j के बराबर है इसलिए यह क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश नहीं कर सकता है तो यह दूसरे छोर पर यहां प्रतीक्षा करता है P j यह क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश नहीं कर रहा है यह गैर क्रिटिकल सेक्षन में कुछ और कर रहा होता है तो इस बार P i की बारी है और उसके बाद P j आएगा तो P j क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश करेगा इसलिए अनावश्यक रूप से हम P i से प्रतीक्षा करवा रहे है हालांकि P j क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश नहीं कर रहा था तो हम P i से प्रतीक्षा करवा रहे है तो यह तीसरा पॉइंट है कि हमारे पास टर्न है जो j के बराबर है और P i क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश करना चाहता है और P j क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश नहीं करना चाहता है तो उस स्थिति में भी P i को P j के आने का इंतजार करना होगा क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश करने के लिए यह कहें कि टर्न i के बराबर हो और उसके बाद ही P i आगे बढ़ेगा एक और अधिक गंभीर स्थिति मान ली जाएगी जब प्रक्रिया P j बीच में ही विराम कर जाती है इसलिए कोड के इस हिस्से को एक्सेक्यूट करते समय वहाँ 0 से विभाजन त्रुटि है तो z x बटा y के बराबर है और y 0 के बराबर तो यह प्रक्रिया इस पॉइंट पर मर जाती है तब क्या होगा फिर P i को भी इस चेक पर स्थायी रूप से रोक दिया जाएगा क्योंकि टर्न j के बराबर रहेगा तो हम टर्न i के बराबर वापिस नहीं सेट कर सकते इसलिए परिणामस्वरूप P i को भी रोक दिया जाएगा तो P i भी बिज़ी वेट लूप में इंतजार कर रहा होगा इसलिए टर्न वेरिएबल पर आधारित इस विशेष समाधान को यह समस्या मिली है तो दूसरा उपाय क्या हो सकता है यह हमें देखना होगा तो कुछ समाधानों पर गौर करेंगे लेकिन उन समाधानों पर जाने से पहले हमें समाधान के कुछ गुणों पर गौर करना होगा जो क्रिटिकल सेक्षन समस्या के लिए दिए गए हैं एक क्रिटिकल सेक्षन की समस्या को देखते हुए मान लीजिए कि मैं एक नए समाधान क्रियाविधि के साथ आता हूं अब मैं कैसे जानू कि मेरा हल सही है या नहीं तो अगर समाधान सही है तो यह इन तीन स्थितियों को संतुष्ट करता है पहली शर्त म्यूचुयल एक्सक्लूषन कंडीशन है यह कहता है कि यदि प्रक्रिया P i अपने क्रिटिकल सेक्षन में एक्सेक्यूट हो रही है तो कोई अन्य प्रक्रिया उनके क्रिटिकल सेक्षन में एक्सेक्यूट नहीं हो सकती है इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि अगर मुझे कई प्रक्रियाएं मिल गई हैं P 1 P 2 P 3 वगैरह और वे सभी चाहते हैं कि उन सभी में उनके क्रिटिकल सेक्षन है तो किसी भी समय इन तीन प्रक्रियाओं में से एक ही क्रिटिकल सेक्षन में हो सकती है इसलिए यदि आप किसी भी समय सिस्टम में देखते हैं तो आपके पास ऐसी स्थिति हो सकती है कि उनमें से कोई भी क्रिटिकल सेक्षन में नहीं है या आपके पास क्रिटिकल सेक्षन में P 1 या क्रिटिकल सेक्षन में पी 2 या पी 3 हो सकता है इसलिए आपके पास ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है कि P 1 और P 2 क्रिटिकल सेक्षन में हैं तो ऐसा नहीं हो सकता इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश करने के लिए कई प्रक्रियाएं हैं तो उनमें से केवल एक ही क्रिटिकल सेक्षन में हो तो यह म्यूचुयल एक्सक्लूषन कंडीशन है फिर दूसरी कंडीशन इसे प्रोग्रेस कहती है तो यह कहता है कि यदि कोई प्रक्रिया अपने क्रिटिकल सेक्षन में एक्सेक्यूट नहीं हो रही है और कुछ ऐसी प्रक्रियाएं मौजूद हैं जो अपने क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश करना चाहती हैं तो अगली बार क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश करने वाली प्रक्रियाओं का चयन अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता है तो यह इस तरह है कि एक वास्तविक जीवन उदाहरण में शायद मुझे इस तरह की स्थिति आई हो तो मान लीजिए कि मुझे टिकट काउंटर मिला है तो एक टिकट काउंटर है और एक कतार है टिकट काउंटर के सामने एक कतार है जहाँ लोग एक कतार में खड़े होते हैं अगर हम आते हैं और इस पॉइंट पर कतार में शामिल होते हैं तो मैं देखता हूं कि कतार में कितने लोग हैं और हम यह मान रहे हैं लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को 2 मिनट का समय लगता है इसलिए मैं इस तरह की गणना कर सकता हूं कि मुझे अपना टिकट प्राप्त करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी इसलिए यह एक उचित निर्णय है इसलिए एक समय पर यह क्रिटिकल सेक्षन की समस्या है तो यह काउंटर एक्सेस समय के एक बिंदु पर क्रिटिकल सेक्षन समस्या है केवल 1 व्यक्ति टिकट खरीद सकता है इसलिए 2 व्यक्ति के अनुरोधों को एक साथ संसाधित नहीं किया जा सकता है तो इस तरह से हमें यह चीज मिल गई है तो अब इसलिए इस निर्णय को अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता है जैसे यदि व्यक्ति काउंटर की शुरुआत में है तो मान लें कि इस व्यक्ति को एक मोबाइल फोन मिला है और यह लगातार मोबाइल फोन पर अनुरोध प्राप्त कर रहा है और उन अनुरोधों को वे काउंटर पर दे रहा है यह बताते हुए कि मुझे यह विशेष टिकट भी दें तो इस तरह से आप वास्तव में नहीं जानते हैं कि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कितने टिकट खरीदे जाएंगे इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि यह होगा इसलिए किसी समय मैं अपना टिकट प्राप्त कर लूंगा क्योंकि इन लोगों के मोबाइल पर लगातार संदेशों का प्रवाह हो सकता है और वे टिकट खरीदने के लिए जा सकते हैं और फिर मैं इस पॉइंट पर अनुमान नहीं लगा पाऊंगा तो यह स्थगन है इसलिए प्रक्रियाओं का चयन जो अगले क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश करेगा हम उस चीज को अनिश्चित काल तक स्थगित नहीं कर सकते तो वह चयन प्रक्रिया किसे मिलनी है इसलिए इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता है या शायद हमारे पास इस तरह की स्थिति है कि व्यक्ति यहां खड़ा है तो जाने से पहले यह किसी और को बुलाता है और फिर यह करता हैं और फिर हमें बाउंडेड वेट का सामना करना पड़ता है इस बात पर बाध्य होना चाहिए कि एक प्रक्रिया क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश करने की अनुरोध के बाद कितने अन्य प्रक्रियाओं को क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए और अनुरोध अनुदान होने से पहले भी तो प्रत्येक प्रक्रिया पर इसलिए बाउंड है की कितनी बार यह अन्य प्रक्रिया ला रहा है तो यह व्यक्ति कतार में शामिल हो गया है और यह बता रहा है कि मैं टिकट प्राप्त करना चाहता हूं और यह भी की बाउंड होनी चाहिए की कितने बार अन्य प्रक्रिया क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश कर सकती हैं इसलिए इस अनुरोध को दिए जाने से पहले कितनी बार अन्य प्रक्रियाएं क्रिटिकल सेक्षन में जाएंगी तो वहाँ एक बाउंडेड वेट है इसलिए हमें यह प्रगति करनी चाहिए कि हमारे पास सभी प्रक्रियाएं हैं जैसे कि निर्णय जो अगले क्रिटिकल सेक्षन में प्रवेश करता है उस निर्णय को स्थगित नहीं किया जा सकता है और फिर अनिश्चित काल तक और फिर वह कौन होगा जो अगले प्रतीक्षा में रहेगा जब मुझे वह टिकट मिलेगा इसलिए उस निर्णय को भी स्थगित नहीं किया जा सकता है तो हम कह सकते हैं कि प्रगति यह है कि टिकट काउंटर पर एक टिकट मिलने के बाद यह हो सकता है फिर व्यक्ति कह सकता है कि दो बात हो सकती है कि यह काउंटर अगले व्यक्ति को टिकट खरीदने के लिए बुलाएगा जब यह कॉल आता है अगर यह तय नहीं है कि कोई बाउंड नहीं है तो इस प्रगति का उल्लंघन हो सकता है तो बहुत सारे लोग हैं जो टिकट खरीदने के लिए इंतजार कर रहे हैं और यह व्यक्ति जो टिकट काउंटर पर बैठा है इसलिए टिकट खरीदने के लिए किसी को नहीं बुला रहा है इसलिए यह मूल रूप से प्रगति की आवश्यकता का उल्लंघन है और यह तीसरा मामला जो हमारे पास था जब यह कॉल मोबाइल फोन पर आ रहे हैं और फिर वे इस तरह टिकट खरीद रहे हैं जो कि बाउंडेड वेट का उल्लंघन कर रहा है इसलिए इन तीन कंडीशन को म्यूचुयल एक्सक्लूषन प्रोग्रेस और बाउंडेड वेट से संतुष्ट होना चाहिए और यदि वे सभी संतुष्ट हैं तो हम कह सकते हैं कि यह समाधान क्रिटिकल सेक्षन समस्या का सही समाधान है इसलिए यहां प्रत्येक प्रक्रिया को एक नॉन ज़ीरो स्पीड के लिए एक्सेक्यूट माना जाता है और कुछ प्रक्रियाओं के रिलेटिव स्पीड के संबंध में कोई धारणा नहीं है इसलिए हम यह नहीं कहते हैं कि किस प्रक्रिया में कितनी स्पीड होगी तो वे समय की मनमानी राशि ले सकते हैं तो इन सभी मान्यताओं के तहत इन तीन स्थितियों को संतुष्ट करना है इसलिए हम अगली कक्षा में इसे और अधिक विस्तार से देखते हैं